इस सप्ताह में हम अपना नया मॉड्यूल शुरू करेंगे जो टू पोर्ट नेटवर्क पर है आइए हम समझते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क क्या हैं मूल रूप से टू पोर्ट नेटवर्क कुछ भी नहीं है लेकिन टर्मिनलों की एक पेअर है जिसके माध्यम से एक करंट नेटवर्क में प्रवेश या छोड़ सकता है अब आप यह भी कह सकते हैं कि पोर्ट कुछ भी नहीं है लेकिन एक नेटवर्क तक पहुंच है और इसमें टर्मिनलों की एक पेअर शामिल है एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के माध्यम से प्रवेश करता है ताकि पोर्ट में प्रवेश करने वाला करंट शून्य के बराबर हो जाए अब दो टर्मिनल डिवाइस या एलिमेंट जिनकी हमने अब तक चर्चा की थी जैसे कि रेसिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर को वन पोर्ट नेटवर्क कहा जाता है तो इसका मतलब है कि हमने सर्किट में इस तरह से क्या चर्चा की है जहां हमारे पास रेजिस्टेंस हैं और हम नेटवर्क के माध्यम से बहने वाले करंट का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो अब अगर आप देखते हैं कि जब आप थेवेनिन समकक्ष बनाते हैं तो आप क्या करते हैं आप इसे आम तौर पर थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस की तरह दर्शाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि सर्किट में दो टर्मिनल हैं तो इस प्रकार के सर्किट को वन पोर्ट नेटवर्क कहा जाता है क्योंकि यहां हम केवल दो टर्मिनल देखते हैं और दो टर्मिनल एक सिंगल पोर्ट के अनुरूप होंगे अधिकांश सर्किट जिन पर हमने अब तक चर्चा की है वे दो टर्मिनल या सिंगल पोर्ट नेटवर्क थे जहां हम उन्हें एक वाचा के समकक्ष के रूप में दर्शा रहे थे और हम सर्किट के विभिन्न पैरामीटर का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सामान्य तौर पर नेटवर्क में एन पोर्ट की संख्या हो सकती है तो हम इस विशेष मॉड्यूल में क्या करेंगे हम मुख्य रूप से टू पोर्ट नेटवर्क पर चर्चा करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क क्या है टू पोर्ट नेटवर्क एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें इनपुट और आउटपुट के लिए दो अलग अलग पोर्ट होते हैं यदि आप इस विशेष आकृति को देखते हैं तो यह एक पोर्ट नेटवर्क है जहां करंट लीनियर नेटवर्क में जाता है और दूसरे टर्मिनल से बाहर आता है और इन दो टर्मिनलों पर वोल्टेज लगाया जाता है यह मूल रूप से एक पोर्ट नेटवर्क है क्योंकि इसमें केवल दो टर्मिनल होते हैं यदि आपके पास दो टर्मिनलों की पेअर है तो इसका मतलब होगा कि आपके पास टू पोर्ट होंगे तब क्या होगा कि आप कहे जाने वाले नेटवर्क को करंट देंगे और यह दूसरे टर्मिनल से निकलेगा और दूसरे पोर्ट पर आप करंट देंगे और यह दूसरे टर्मिनल से बाहर आएगा तो आप क्या कर सकते हैं आप या तो दोनों पक्षों पर दो वोल्टेज सोर्स डाल सकते हैं या दोनों पक्षों पर दो करंट सोर्स या आप टर्मिनल के अक्रॉस रेसिस्टर या कपैसिटर या इंडक्टर डाल सकते हैं और उन वैल्यू का पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं जिनकी गणना उस नेटवर्क से संबंधित होने के लिए आवश्यक है मूल रूप से टू पोर्ट नेटवर्क में दो टर्मिनल जोड़े होते हैं और एक्सेस पॉइंट के रूप में कार्य करते हैं जैसे कि हमने इस आंकड़े पर चर्चा की है यह एक पोर्ट नेटवर्क और टू पोर्ट नेटवर्क के बीच प्रमुख अंतर है अब टू पोर्ट नेटवर्क को चिह्नित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम टर्मिनल मात्रा से संबंधित करें जिसे आप टू पोर्ट नेटवर्क में देखते हैं यहां को टर्मिनल पेअर में बाईं ओर लागू किया जाता है और को टर्मिनल पेअर पर दाएं ओर लागू किया जाता है पोर्ट 1 से बहता है और पोर्ट 2 से बहता है तो हमें क्या करना चाहिए यदि हम टू पोर्ट नेटवर्क को चिह्नित करना चाहते हैं तो हमें के मानों का पता लगाना होगा या चूंकि हमारे पास चार वेरिएबल हैं जिनमें से कम से कम आपको स्वतंत्र मात्रा के रूप में 2 बनाना होगा ताकि आप सर्किट पैरामीटर का पता कर सकें अब जब आप सर्किट पैरामीटर को मूल रूप से इन वोल्टेज और करंट से संबंधित विभिन्न पदों को सर्किट या नेटवर्क पैरामीटर कहते हैं सबसे पहले हम इम्पीडेन्स पैरामीटर को समझने की कोशिश करेंगे वे इम्पीडेन्स पैरामीटर क्या हैं अब टू पोर्ट नेटवर्क वोल्टेज चालित या करंट चालित हो सकता है जैसा कि हम आकृति से देख सकते हैं यहां दोनों तरफ हम वोल्टेज सोर्स को लागू कर रहे हैं और करंट नेटवर्क में प्रवाहित हो रहा है या हम दोनों तरफ करंट सोर्स लगा सकते हैं ताकि यह नेटवर्क के अंदर प्रवाहित हो अब इम्पीडेन्स पैरामीटर को निर्धारित करने के लिए टर्मिनल वोल्टेज उनके टर्मिनल करंट के संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं यदि आप इस विशेष आंकड़े को देखते हैं तो हमें टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच संबंध का पता लगाना होगा मान लीजिए कि कुछ पैरामीटर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते है मैट्रिक्स के रूप में आप इन दो समीकरणों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं हम संक्षिप्त रूप में और करंट वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं तो जो आप मैट्रिक्स को के संदर्भ में देखते हैं उसे इम्पीडेन्स पैरामीटर कहा जाता है या आप z पैरामीटर भी कह सकते हैं तो चूंकि z इम्पीडेन्स पैरामीटर है तो इसे ओम में दर्शाया जाएगा पैरामीटर के वैल्यू की गणना करंट या करंट को सेट करके की जा सकती है जिसका अर्थ है कि आप इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट का अर्थ या आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट करेंगे चूंकि ये z पैरामीटर इनपुट या आउटपुट पोर्ट्स को ओपन सर्किट करके प्राप्त किए जाते हैं तो इन्हें ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर भी कहा जाता है अब देखते हैं कि हम Z मात्राओं के मान का मूल्यांकन कैसे करेंगे जो हमने मैट्रिक्स में देखी है तो यदि आप इस समीकरण में पहला करंट रखते हैं तो यदि आप सेट करते हैं तो आपको और मिलेंगे इसी तरह अब इस समीकरण में यदि आप डालते हैं तो क्या होगा कि आपको और का मान मिलेगा तो यह आप नेटवर्क के z पैरामीटर या इम्पीडेन्स पैरामीटर की गणना कर सकते हैं अब यदि आप देखते हैं कि को ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेन्स कहा जाता है क्योंकि इसकी गणना सेट करते समय की जाती है तो आप कहेंगे कि यह ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेन्स है इसी तरह ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेन्स है क्योंकि सेट करते समय इसका मूल्यांकन भी किया जाता है पोर्ट 1 से पोर्ट 2 के लिए ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेन्स है और को पोर्ट 2 से पोर्ट 1 के लिए ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेन्स कहा जाता है अब और का मूल्यांकन करने के लिए आप एक वोल्टेज या करंट को पोर्ट 1 के साथ पोर्ट 2 ओपन सर्किट करके वैल्यू को पा सकते हैं फिर आप क्या करेंगे आपको का मान मिलेगा और फिर वह मान प्राप्त होगा जो और है इसी तरह अगर आपको और का वैल्यू खोजने की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे आप वोल्टेज या करंट को पोर्ट 2 से जोड़ेंगे और पोर्ट 2 को ओपन सर्किट में रखेंगे फिर आपको का मान मिलेगा और इन वैल्यू के आधार पर आप और के वैल्यू की गणना कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया को आकृति की मदद से आसानी से समझा जा सकता है तो 2 पोर्ट नेटवर्क के मामले में यदि आप आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट का मतलब रखते हैं तो आपको और का मान मिलेगा इसी तरह यदि आप इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट के रूप में रखते हैं तो इसका मतलब है कि तो आपको और का मान मिलेगा तो ये दो आंकड़े संक्षेप में बताते हैं कि हम इम्पीडेन्स पैरामीटर के वैल्यू की गणना कैसे कर सकते हैं अब कभी कभी और को ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेन्स कहा जाता है और और को ट्रांसफर इम्पीडेन्स कहा जाता है ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेन्स दो टर्मिनल डिवाइस का इनपुट इम्पीडेन्स है तो आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट के साथ इनपुट ड्राइविंग प्वाइंट इम्पीडेन्स है जबकि आप कह सकते हैं कि इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट के साथ आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेन्स है अब मामले में जब आप उस को देखते हैं तो इसका मतलब है कि टू पोर्ट नेटवर्क सममित है इसका अर्थ है कि नेटवर्क में कुछ केंद्र रेखा के बारे में समरूपता जैसा दर्पण है तो केंद्र रेखा क्या होगी केंद्र रेखा एक ऐसी रेखा होगी जिसे पाया जा सकता है जो नेटवर्क को दो समान हिस्सों में विभाजित करता है तो आप क्या कह सकते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क को सममित कहा जाता है यदि इनपुट वोल्टेज और वोल्टेज पोर्ट में बदलाव किए बिना इनपुट और आउटपुट पोर्ट परस्पर परिवर्तित किए जा सकते हैं चूंकि और समान हैं तो आप कहेंगे कि नेटवर्क सममित है और दोनों पक्षों के लिए इनपुट ड्राइविंग पॉइन्ट इम्पीडेन्स वाले मानों के कारण समान सोर्स या वोल्टेज या दोनों तरफ विद्युत प्रवाह किसी भी परिवर्तन के बिना सर्किट पैरामीटर परस्पर परिवर्तित हो सकते हैं अब एक और मानदंड जो हमें ध्यान में रखना है कि टू पोर्ट नेटवर्क लीनियर है और कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो अगर यह स्थिति है और ट्रांसफर इम्पीडेन्स बराबर हैं जो कि है तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि टू पोर्ट रेसिप्रोकाल है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के पॉइन्ट आपस में जुड़े हो सकते हैं लेकिन ट्रांसफर इम्पीडेन्स समान रहेगी तो हम इसे इस आंकड़े की सहायता से समझ सकते हैं जिसमें एक पोर्ट पर इनपुट पोर्ट है जिसे हम वोल्टेज लागू कर रहे हैं और आउटपुट पोर्ट पर हम करंट का मान ज्ञात करने के लिए अमीटर जोड़ रहे हैं तो अगर यह टू पोर्ट नेटवर्क है तो यदि आप वोल्टेज सोर्स के स्थानों को इंटरचेंज करते हैं और अमीटर आपको एक ही रीडिंग देगा तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर्किट एक रेसिप्रोकाल सर्किट है और उसके लिए जिस शर्त को हमें सत्यापित करना चाहिए वह यह है कि पहले इसे बिना किसी डिपेंडेंट सोर्स के साथ लीनियर होना चाहिए फिर ट्रांसफर इम्पीडेन्स समान होनी चाहिए यह है अब कोई भी दो नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क जो पूरी तरह से रजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर से बने होते हैं रेसिप्रोकाल होना चाहिए तो यह एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए और जब आपके पास रेसिप्रोकाल नेटवर्क होता है तो आप उस नेटवर्क को एक समकक्ष T सर्किट द्वारा बदल सकते हैं तो यदि आप इस T सर्किट को देखते हैं तो अज्ञात जो कि मूल रूप से नेटवर्क है जो बॉक्स के अंदर है को T समतुल्य सर्किट द्वारा समकक्ष रूप से दर्शाया जा सकता है जहां VI I1 इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट हैं और V2 I2 आउटपुट हैं दूसरे पोर्ट पर वोल्टेज और आउटपुट करंट अब T बराबर सर्किट पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा T समतुल्य के लिए इम्पीडेन्स का मान बाईं ओर जैसा होगा आप देखेंगे कि Z11 माइनस Z12 का मान होगा जो कि T का पहला पैर है फिर दाईं ओर आप देखेंगे कि Z22 माइनस Z12 है जो कि दायें है T का पैर और फिर वह शाखा जो Z12 है जो नोड को जोड़ रही है जो केंद्र और संदर्भ नोड पर है तो इसके साथ आप देखेंगे कि आप एक नेटवर्क का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो एक T समकक्ष सर्किट में रेसिप्रोकाल है या आप यह भी कह सकते हैं कि यह Y समकक्ष सर्किट है क्योंकि साहित्य में Y या T का उपयोग किया जाता है लेकिन अधिकांश समय आप कहेंगे कि इसे T समकक्ष माना जाता है अब यदि नेटवर्क रेसिप्रोकाल नहीं है तब भी समीकरणों की मदद से जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था जो कि और है तो इन दोनों समीकरणों को एक समतुल्य सर्किट की सहायता से दर्शाया जा सकता है तो यहाँ यदि आप देखते हैं कि आपके पास एक इम्पीडेन्स है जिसे कहा जाता है और आपके साथ सीरीज में एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा जो कि का मान है तो का मान क्या होगा इस तरह से यदि आप जानते हैं कि पोर्ट में V2 लगाया गया है तो करंट I2 इम्पीडेन्स Z22 से होकर बह रहा है और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसका मान Z21 I1 है तो अब यदि आप इस विशेष पोर्ट के लिए लूप समीकरण लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं V2 कुछ भी नहीं है लेकिन Z22 I2 प्लस Z21 I1 है तो ये वही समीकरण हैं जो हमने पिछली स्लाइड में देखे थे इसका मतलब है कि किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को स्लाइड में दिखाए गए सर्किट की मदद से समकक्ष रूप से दर्शाया जा सकता है तो यहां यह रेसिप्रोकाल होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक सामान्य समकक्ष नेटवर्क है जिसमें Z पैरामीटर हैं जबकि हमने जो आंकड़ा जेनेरिक सर्किट के ऊपर देखा था वह T समकक्ष सर्किट है जो केवल तब लागू होता है जब आपका नेटवर्क रेसिप्रोकाल होता है तो ये सर्किट के एनालिसिस में विशिष्ट स्थितियों के आधार पर आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दो सर्किट हैं अब कुछ और चीजें जो हमें टू पोर्ट नेटवर्क के लिए समझनी चाहिए Z पैरामीटर टू पोर्ट नेटवर्क में से कुछ के लिए मौजूद नहीं है क्योंकि उन्हें Z पैरामीटर समीकरणों द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता है जो हमने देखा था तो यदि आप इन दो Z पैरामीटर समीकरणों की मदद से टू पोर्ट नेटवर्क का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि उन टू पोर्ट नेटवर्क का प्रतिनिधित्व Z के रूप में किया जा सकता है Z पैरामीटर के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है अब उदाहरण क्या हो सकता है यदि आप एक आदर्श ट्रांसफार्मर पर विचार करते हैं यदि आप नीचे दिए गए चित्र में देखते हैं कि यह एक आदर्श ट्रांसफार्मर है जिसमें कुछ ट्रांस अनुपात 1बाय n है तो आप क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं V1 कुछ भी नहीं है लेकिन V2 के 1 बाय n और I1 I2 का माइनस n है अब यदि आप इन दो समीकरणों को देखते हैं तो आप Z पैरामीटर समीकरणों के रूप में इन दो समीकरणों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते तो यही कारण है कि आदर्श ट्रांसफार्मर के मामले में हम Z पैरामीटर की गणना नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे पास हाइब्रिड पैरामीटर हो सकते हैं जिनके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि सभी सर्किटों को समान Z पैरामीटर में नहीं बदला जा सकता है अब हम उस अवधारणा को समझते हैं जिसके बारे में हमने कुछ उदाहरणों की मदद से Z पैरामीटर से संबंधित चर्चा की ताकि आप अवधारणा को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकें आइए हम उस सर्किट को देखते हैं जो चित्र में दिया गया है हमें चित्र में दिखाए गए सर्किट के लिए Z पैरामीटर को खोजने की आवश्यकता है अब हमें क्या करना है हमें पहले उस सर्किट का उपयोग करना होगा जिस पर हमने पहले चर्चा की थी तो वे दो सर्किट कौन से हैं सबसे पहले आप सर्किट बनाते हैं जब आप I2 डालते हैं 0 के बराबर दूसरे में आप I1 को 0 के बराबर डालते हैं और आपको Z पैरामीटर का वैल्यू पता चलेगा तो हम यहां क्या कर रहे हैं तो इनपुट पोर्ट में हम V1 वोल्टेज लागू कर रहे हैं और हम करंट I1 का पता लगाएं जबकि दूसरे छोर पर V2 है लेकिन करंट I2 0 है अब के लिए अब आगे आपको क्या करना है आपको इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट के रूप में रखना चाहिए और आउटपुट पोर्ट में वोल्टेज V2 को लागू करना चाहिए और हम I2 के वैल्यू को मापते हैं तो Z12 का मान क्या होगा चूंकि I1 0 के बराबर है V1 का मान फिर से 40 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा अब अगला आपको का मान ज्ञात करने की आवश्यकता है तो अब आप Z मैट्रिक्स को संकलित कर सकते हैं जो है अब यदि आप इस विशेष मैट्रिक्स को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि आप इस सर्किट को T समकक्ष के रूप में दर्शा सकते हैं वैसे भी इस सर्किट को स्वयं T समकक्ष के रूप में दर्शाया जाता है तो यह रेसिप्रोकाल सर्किट है और जब हम उदाहरण में दिए गए सर्किट के साथ T समकक्ष सर्किट के साथ तुलना करते हैं तो आप आसानी से Z पैरामीटर के वैल्यू का पता लगा सकते हैं कैसे अब यदि आप इन दो सर्किटों की तुलना करते हैं तो आप कह सकते हैं कि और

अंत में का मान तो आपको क्या मिलेगा तुम्हे मिल जाएगा तो आप Z पैरामीटर का पता लगाने के लिए या तो Z पैरामीटर समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं या आप यदि आप जानते हैं कि सर्किट है तो एक सर्किट को T समतुल्य के रूप में दर्शाया जा सकता है तो आप T समकक्ष सर्किट के साथ सर्किट की तुलना कर सकते हैं और सीधे आप Z पैरामीटर के वैल्यू का पता लगा सकते हैं अब हम एक और उदाहरण लेते हैं मान लीजिए अगर हमें और के वैल्यू का पता लगाने के लिए कहा जाए तो सर्किट Z पैरामीटर दिए गए हैं और यदि आप इस मामले में देखते हैं तो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि सर्किट रेसिप्रोकाल नहीं है तो हमें क्या करना है हमें और के वैल्यू का पता लगाने के लिए Z पैरामीटर समीकरणों का उपयोग करना होगा अब यदि हम सर्किट पैरामीटर समीकरण लिखते हैं जो Z पैरामीटर समीकरण है तो अब यदि आप वोल्टेज और सर्किट देखते हैं क्योंकि इस दिशा में है तो ये दो वैल्यू हम सर्किट से प्राप्त कर सकते हैं तो हम इन वैल्यू को उपरोक्त समीकरण में डाल सकते हैं तो हम प्राप्त करते हैं अब यदि आप समीकरण 1 में के मान को इस समीकरण में रखते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं और जब आपने का मान उस स्थिति में रखा जो हमें अभी मिली थी तो हम क्या लिख सकते हैं और इस तरह आप और के मान की गणना कर सकते हैं तो अब हम यहाँ आज के सत्र को बंद करते हैं हम अगले कुछ व्याख्यानों में कुछ और पैरामीटर पर चर्चा करेंगे धन्यवाद